अब हम बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट के बारे में बात करते हैं एक तकनीक जहां चिप खुद का टेस्ट कर सकती है आइए इस मुख्य विशेषताओं को देखें क्या आवश्यकताएं हैं और फिर हम देखेंगे कि हम इसे कुछ हद तक कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम बाहरी टेस्ट के रूप में अच्छा नहीं कर सकते हैं लेकिन हम जो कर सकते हैं वह सबसे अच्छा है तो बिल्ट इन सेल्फ टेस्ट की मूल अवधारणा चिप के अंदर कुछ अतिरिक्त हार्डवेयर को जोड़ना है जैसे कि टेस्ट जनरेशन और प्रतिक्रिया मूल्यांकन अंदर किया जा सकता है आइए देखें कि पारंपरिक दृष्टिकोण क्या है हम क्या करते हैं पारंपरिक दृष्टिकोण यह है कि मैं इसे यहां आरेखीय रूप से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए मेरे पास टेस्ट के तहत एक सर्किट है लेकिन मेरे पास एक कार्यात्मक विनिर्देश है इनपुट हैं आउटपुट हैं तो मैं क्या करूं मैं पहले एक टूल का उपयोग करता हूं मैं एक टेस्ट जेनरेशन टूल का उपयोग करता हूं जहां इनपुट के रूप में मैं इस सर्किट नेट लिस्ट के साथ प्रदान करूंगा या कुछ इस प्रकार के विनिर्देश और टेस्ट जेनरेशन टूल मुझे टेस्ट वैक्टर T का एक सेट देगा अब यह एक बार किया जाता है अब एक बार सर्किट निर्मित होने के बाद हम क्या करते हैं हम एक स्वचालित टेस्ट उपकरण या ATE का उपयोग करते हैं हम ATE मेमोरी में टेस्ट पैटर्न को लोड करते हैं और ATE इस चिप में इस इनपुट को उत्पन्न करेगा जो ATE की सेटिंग हो जाएगा और इसी तरह यहाँ आउटपुट फीड किया जाएगा तो ATE टेस्ट पैटर्न को लागू करने और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करने के नियंत्रण में होगा और आप जिस बिंदु पर ध्यान दें वह यह है कि यह ATE एक बहुत ही महंगा उपकरण है हालांकि हम इसका उपयोग करते हैं लेकिन यह ATE की लागत विनिर्माण की कुल लागत में एक घटक भी होता है तो यह अधिक पारंपरिक दृष्टिकोण है लेकिन यहां हमारी टेस्ट जनरेशन और प्रतिक्रिया मूल्यांकन दोनों हम चिप के अंदर ही कर रहे हैं इसलिए हम टेस्ट के लिए एक्सटर्नल टेस्ट जनरेटर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं टेस्ट लागू करने के लिए कुछ बाहरी ATE हो सकते हैं स्वाभाविक रूप से चिप पर ऐसा करने के लिए हमें अतिरिक्त हार्डवेयर की आवश्यकता है इसलिए मान लीजिए कि हमने चिप्स के अंदर एक अतिरिक्त सुविधा का कार्यान्वयन किया है जिससे यह स्वयं का टेस्ट कर सकें BIST इसलिए BIST ऑपरेशन को नियंत्रित करने के लिए हमें न्यूनतम 2 पिन चाहिए तो 1 पिन होगा जो टेस्ट कंट्रोल होगा यहां आप चिप को बताएंगे कि अब आप अपने आप को टेस्ट करें यदि वह पिन सक्रिय हो जाए तो चिप टेस्ट शुरू कर देगा और आंतरिक रूप से केवल बिना बाहरी हस्तक्षेप के ही होगा और एक बार टेस्ट खत्म हो जाने के बाद अच्छा या बुरा कहने वाला आउटपुट पिन होगा यह बताएगा कि मैं अच्छा हूं या मैं बुरा हूं इसलिए BIST सामान्य रूप से इससे अधिक कुछ भी नहीं बताएगा यह सिर्फ यह बताएगा कि या तो चिप अच्छा काम कर रहा है या कुछ गलत है जो पता चला है तो यह है कि अब मेरी चिप के अंदर कैसा दिखेगा पहले हमारे पास केवल टेस्ट के तहत हमारे सर्किट थे लेकिन अब हमारे पास एक टेस्ट जनरेटर है हमारे पास एक रिस्पांस कम्पेक्टर है हम थोड़ी देर बाद इस पर आएंगे कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है और बाहरी रूप से जैसा कि मैंने कहा कि हमें BIST ऑपरेशन शुरू करने या सक्रिय करने के लिए एक कंट्रोल सिगनल की आवश्यकता है और हमें टेस्ट के परिणाम का मूल्यांकन करने के लिए एक कंट्रोल सिगनल की आवश्यकता है अब प्रेरणा को देखते हैं हमें BIST की आवश्यकता क्यों है और इसके क्या फायदे हैं पहले एक मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि हमें एक महंगी स्वचालित टेस्ट उपकरण की आवश्यकता नहीं है आप यह देखते हैं कि ATE बहुत परिष्कृत उपकरण है यह भारी उपकरण है इसे बहुत नियंत्रित वातावरण में स्थापित किया जाना है इसलिए जब हम चिप का टेस्ट करना चाहते हैं तो हमें ATE के पास जाना होगा इसे ATE पर रखना होगा और ATE टेस्ट वैक्टर को लागू करेगा और इसका टेस्ट करेगा लेकिन अब यदि आपके पास चिप में BIST फीचर है तो चिप का टेस्ट करने के लिए ATE में जाना आवश्यक नहीं है आप इसे अपनी प्रयोगशाला में टेस्ट भी कर सकते हैं जो कि आपका क्षेत्र है तो फील्ड टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है डायग्नोसिस का मतलब है कि आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी चिप खराब है डायग्नोसिस विफलता के स्रोत की पहचान करना है इसलिए आम तौर पर एक प्रणाली में हम सॉफ्टवेयर टेस्ट का उपयोग करते हैं जैसे आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में देखते हैं जब आप पहली बार मशीन को चालू करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर डायग्नोस्टिक शुरू होता है जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है तो यह कुछ नियमित जाँच करता है यह मेमोरी आदि की जाँच करता है और अगर यह पाता है कि कुछ गलत है तो यह एक कोड के साथ रिपोर्ट करता है इसलिए हमें यह पता लगाना होगा कि उस कोड का मतलब क्या है या कौन सा सब सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है अब BIST इस तरह के सॉफ्टवेयर टेस्ट्स का एक विकल्प हो सकता है लेकिन सॉफ्टवेयर टेस्ट के साथ आम तौर पर समस्या है वे बहुत लूज और एब्स्ट्रेक्ट तरीके से टेस्ट करते हैं हार्डवेयर के मामले में फॉल्ट कवरेज बहुत कम है डायग्नोस्टिक रेजोल्यूशन भी बहुत कम है कभी कभी आप केवल यह कहेंगे कि आपके पीसी के मदर बोर्ड में कोई खराबी है लेकिन मदर बोर्ड में ऐसा कहां है जो यह नहीं बता सकता है और यह भी क्योंकि यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो चल रहा है इसमें अधिक समय लगेगा लेकिन BIST में हम इसे हार्डवेयर में करने की कोशिश कर रहे हैं और यदि आप ऐसा करते हैं तो फायदे निश्चित रूप से हैं टेस्ट का प्रयास कम होगा क्योंकि समय कम लगेगा डायग्नोसिस बेहतर होगा क्योंकि चिप स्तर पर आप टेस्ट कर सकते हैं और चूंकि आप इसे फील्ड पर कर सकते हैं आपके सिस्टम का रखरखाव और मरम्मत की लागत भी बहुत कम होगी इसलिए हर बार एक फील्ड के बजाय फाल्ट के स्रोत का पता लगाने के लिए एक स्थान पर जाना होगा आप इसे अपनी छोटी प्रयोगशाला में भी कर सकते हैं अब यह BIST आर्किटेक्चर इस तरह दिखता है इसलिए मेरे पास टेस्ट के तहत मेरा सर्किट है जिसे मैं टेस्ट करना चाहता हूं तो मुझे किन घटकों की आवश्यकता है तो यह पूरी तस्वीर कुछ ऐसी है जो निश्चित रूप से चिप के अंदर जाती है मुझे एक पैटर्न जनरेटर की आवश्यकता है तो जो मेरे टेस्ट पैटर्न उत्पन्न कर रहा है अब मैं तर्क दे सकता हूं कि मेरे पास एक बहुत अच्छा टेस्ट जनरेटर है यह टेस्ट पैटर्न के कुछ बहुत अच्छे छोटे सेट उत्पन्न कर सकता है मुझे इसे एक ROM में रखने दें और ROM को चिप के अंदर रहने दें लेकिन यह संभव है लेकिन ROM का ओवरहेड बहुत अधिक होगा कुछ सर्किट के लिए आपको लग सकता है कि आपको 1000 टेस्ट वैक्टर चाहिए तो आपको सही और निश्चित रूप से स्टोर करने के लिए 1000 वर्ड्स के साथ एक ROM की आवश्यकता है निश्चित रूप से ROM की एक्सेस टाइम हार्डवेयर की तुलना में धीमी होगी तो आमतौर पर क्या किया जाता है यह पैटर्न जनरेटर कुछ प्रकार की हार्डवेयर संरचना है जो बहुत तेजी से चल सकता है और कुछ पैटर्न उत्पन्न कर सकता है जो टेस्ट के लिए उपयोग किया जाएगा तो यह मल्टीप्लेक्सर चयन करेगा कि क्या मेरा मतलब है कि आप ऑपरेशन के सामान्य मोड में हैं जहां यह प्राथमिक इनपुट जाना चाहिए या आप टेस्ट मोड में हैं जहां यह पैटर्न जाना चाहिए इसी तरह यहां सामान्य मोड में सर्किट का आउटपुट PO पर जाएगा प्राथमिक इनपुट लेकिन टेस्ट मोड के दौरान आपके पास कुछ है जिसे चिप के अंदर एक रिस्पांस कम्पेक्टर कहा जाता है मुझे केवल यह समझाने दें अच्छी तरह से मेरा मतलब है कि हम फिर से तर्क दें ने दे कि मैं एक सर्किट में 1000 टेस्ट पैटर्न लागू कर रहा हूं यहां 10 आउटपुट लाइनें हैं इसलिए मैं 1000 बिट्स वैक्टर के अनुरूप सूचना के 1000 बिट्स और इस 10 आउटपुट लाइनों में से प्रत्येक का उत्पादन करूंगा तो मुझे लगता है कि कितने होंगे 1000 प्रत्येक में 10 ऐसी रेखाएं हैं तो यह 10 किलोबाइट डेटा होगा तब आपके पास 100 किलोबाइट डेटा सॉरी 10 10 लाइन्स इन टू 1000 हाँ 10 किलोबाइट डेटा होगा तो आप जो तर्क दे सकते हैं वह अच्छी तरह से मैं इन 10 किलोबाइट की अपेक्षित रिस्पांस को एक ROM में फिर से संग्रहीत करूंगा और जब टेस्ट चल रहा है तो मैं उनकी तुलना बिट बाय बिट करूंगा लेकिन यहां मैं फिर से कहूंगा कि आप इसे कर सकते हैं यह निश्चित रूप से है लेकिन आपका ओवरहेड बहुत अधिक हो जाएगा यदि आप कह रहे हैं कि आप अपने इनपुट वेक्टर को स्टोर करने के लिए एक ROM का उपयोग कर रहे हैं तो अपनी आउटपुट रिस्पांस को स्टोर करने के लिए आपको एक बहुत बड़ी क्षमताऔर बड़े आकार के ROM की आवश्यकता है क्योंकि एक आधुनिक सर्किट के लिए कहते हैं कि आपको लाखों टेस्ट वैक्टर की आवश्यकता हो सकती है और सर्किट में 100 आउटपुट हो सकते हैं तोबहुत अधिक मात्रा में टेस्ट डाटा वॉल्यूम को स्टोर करने की आवश्यकता हो सकती है इसलिए आपको एक रिस्पांस कम्पेक्टर चाहिए जो हमें इस पर आएगा जिससे टेस्ट डेटा वॉल्यूम अपेक्षाकृत कम हो जाएगा और आप कॉम्पेक्शन के बाद उस छोटे वैल्यू के लिए सही रिस्पांस को स्टोर करने के लिए एक छोटे ROM का उपयोग कर सकते हैं इसलिए कॉम्पेक्शन के बाद आप ROM में संग्रहित संगत गोल्डन वैल्यू के साथ कंपैक्टेड रिस्पांस के साथ तुलना करते हैं इसलिए यदि वे मेल खाते हैं तो आप कहते हैं कि आपका टेस्ट पास हो गया है यह अच्छा है अगर यह विफल हो जाता है तो आप कहते हैं कि यह खराब है लेकिन कुछ चीजें हैं आप इस सर्किट में देखते हैं कि कुछ चीजें हैं जो BIST PI से मल्टीप्लेक्सर के कनेक्शन की जांच नहीं कर रही हैं यह केवल रिस्पांस कंपैक्टर के लिए सर्किट और सर्किट को पैटर्न जेनरेशन का टेस्ट कर रही है लेकिन यह PI कनेक्शन PO कनेक्शन अगर यहां कोई गलती है तो इस रास्तों का टेस्ट नहीं किया जाता है तो यह याद रखना होगा अब रेंडम पैटर्न टेस्टिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प अवधारणा है इसलिए अब तक हमने जो कहा और देखा हमने कहा कि हमारे पास एक सर्किट है हमारे पास फॉल्ट्स का एक सेट है आइए हम एक छोटे से छोटे फॉल्ट्स का पता लगाने की कोशिश करें जिन्हें पता लगाया जा सकता है हमने यह भी कहा कि टेस्ट जनरेशन जटिल है और विशेष रूप से बड़े सर्किट के लिए समय लगता है अब एक विकल्प है यहां हम कहते हैं कि हम सिर्फ टेस्ट पैटर्न जेनरेशन को भूल जाते हैं हम टेस्ट पैटर्न जेनरेटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं आइए हम किसी तरह के रैंडम पैटर्न का अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं रैंडम पैटर्न का मतलब है कि वे पूरी तरह से रैंडम पैटर्न होंगे लेकिन क्या आप वास्तव में सूडो रेंडम पैटर्न उत्पन्न करते हैं सूडो रेंडम पैटर्न का अर्थ है पैटर्न जो समय में दोहराया जा सकता है और यह सूडो रेंडम पैटर्न आमतौर पर एक हार्डवेयर संरचना का उपयोग करके उत्पन्न होता है जिसे लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर या LFSR कहा जाता है तो हम क्या कर सकते हैं हम एक LFSR का उपयोग कर सकते हैं यह एक बहुत ही सरल हार्डवेयर संरचना है या कहें कि हम 1000 रेंडम पैटर्न उत्पन्न कर सकते हैं और फाल्ट सिमुलेशन का उपयोग करके हम यह पता लगा सकते हैं कि उन 1000 टेस्ट पैटर्न रेंडम पैटर्न का उपयोग करके क्या फाल्ट कवरेज है कितने प्रतिशत फाल्ट का पता लगाया जा सकता है इसलिए यदि आप देखते हैं कि हमारी फाल्ट कवरेज एक स्वीकार्य वैल्यू पर पहुंच गई है तो हम कह सकते हैं कि हम इस कई पैटर्न का उपयोग करते हैं मैं उदाहरण दे रहा हूं मान लीजिए कि हम पाते हैं कि आपका वांछनीय स्तर केवल 1 मिलियन टेस्ट पैटर्न लागू करने के बाद ही पहुंचा है आप एक पारंपरिक टेस्ट जनरेशन के लिए देखते हैं यह 1 मिलियन एक बहुत बड़ी संख्या थी क्योंकि 1 मिलियन पैटर्न उत्पन्न करना होगा कहीं स्टोर करना होगा ATE में हमें इस पैटर्न को ATE मेमोरी में लोड करना होगा लेकिन यहां मेरे पास एक LFSR है जो होगा बस 1 मिलियन क्लॉक साइकिल के लिए चल रहा है कहीं भी स्टोर करने के लिए कुछ भी नहीं है और कहने का मतलब है कि अगर मैं 1 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता हूं तो इन 1 मिलियन पैटर्न को संचालित करने के लिए केवल 1 मिलीसेकंड का समय लगेगा इसलिए यहां समय भी एक मुद्दे का उतना नहीं है तो आपको जरूरत है आपको यह भी याद रखने की जरूरत है तो टेस्ट की लेंथ बड़ी हो सकती है लेकिन टेस्ट जनरेशन बहुत तुच्छ है और हम तब तक जारी रख सकते हैं जब तक कि हम एक वांछित स्तर तक फाल्ट कवरेज तक नहीं पहुंच जाते लेकिन कभी कभी यह BIST पर लागू नहीं होता है हम देख सकते हैं कि एक बिंदु से परे हम अब दोषों का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं फिर शेष फॉल्ट्स के लिए आप ATPG उपकरण पर स्विच कर सकते हैं लेकिन BIST आवेदन के लिए हम ऐसा नहीं करते हैं हम करते हैं शुद्ध रैंडम पैटर्न टेस्टिंग आमतौर पर तो विशिष्ट सर्किट का व्यवहार इस तरह है इसलिए जैसा कि मैंने जाना और सूडो रेंडम टेस्ट पैटर्न की संख्या को लागू किया ये टेस्ट वैक्टर की संख्या और सूडो रेंडम को लागू करने के लिए हैं इसलिए फाल्ट सिमुलेशन के माध्यम से मैं लगातार टिपिकल कर्वे के साथ फाल्ट कवरेज की निगरानी कर रहा हूं तो यह तेजी से बढ़ रहा है लेकिन बिंदु से परे यह अब कम स्तर का होगा इसलिए यदि आप इस बिंदु को पहचान सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि यह मेरी अधिकतम संख्या में टेस्ट वैक्टर हैं जो मैं इतने पर लागू करूंगा अब यह संख्या सर्किट से सर्किट पर निर्भर या भिन्न होगी एक दिए गए सर्किट के लिए इसलिए यह फाल्ट सिमुलेशन का उपयोग करते हुए हमें वैल्यू पता लगाना होगा अब देखते हैं लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर क्या है अब LFSR जैसा कि नाम में निहित है यह किसी प्रकार का शिफ्ट रजिस्टर है यह एक शिफ्ट रजिस्टर पर आधारित हार्डवेयर सर्किट है एक फीडबैक सर्किट भी है और फीडबैक सर्किट लीनियर फीडबैक है यहां हम गणितीय विस्तार में नहीं जा रहे हैं इस फ़ीड सर्किट में एक्सक्लूसिव OR गेट शामिल हैं और XOR फ़ंक्शन को एक लीनियरर फ़ंक्शन साबित किया जा सकता है यही कारण है कि इसे लिनियर फीडबैक कहा जाता है और LFSR को सूडो रेंडम पैटर्न का बहुत अच्छा स्रोत पाया गया है और कई अनुप्रयोगों में इसका उपयोग किया गया है रैंडम नंबर जेनरेशन बेशक एक एप्लीकेशन की होती है लेकिन आप में से कई लोगों ने साइक्लिक रिडंडेंसी जांच के बारे में सुना होगा जो त्रुटि जांच के लिए उपयोग की जाती है संचार के लिए जब आप हार्ड डिस्क पर कुछ डेटा स्टोर करते हैं तो हर जगह त्रुटियां हो सकती हैं CRC त्रुटियों का पता लगाने का एक बहुत ही सामान्य और लोकप्रिय तरीका है और यहाँ हम फिर से एक LFSR का उपयोग करते हुए कुछ प्रकार के CRC चेकसम या सिग्नेचर उत्पन्न करते हैं और हम बाद में देखेंगे कि जहां हम प्रतिक्रियाओं के कॉम्पेक्शन के बारे में बात करते हैं वहाँ भी फिर से हम एक LFSR का उपयोग कर सकते हैं यह हम बाद में देखेंगे तो एक LFSR कैसा दिखता है तो LFSR के 2 वैकल्पिक ढाँचे हैं टाइप 1 या टाइप 2 टाइप 1 वह शास्त्रीय संरचना है जहाँ आप फीडबैक को पहचान सकते हैं यह एक XOR गेट है आप D1 D2 D3 D4 देखते हैं या ये फ्लिप फ्लॉप शिफ्ट रजिस्टर के रूप में जुड़े हैं ये D फ्लिप फ्लॉप हैं तो पिछले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को इस XOR के इनपुट में वापस फीड किया जाता है और कुछ अन्य आउटपुट जैसे यहाँ D1 को XOR के इनपुट के रूप में भी फीड किया जाता है इसलिए यहां मेरे पास एक विकल्प है मैं इसका उपयोग कर सकता हूं मैं D 2 D 2 D3 सभी एक साथ ले सकता हूं और शिफ्ट रजिस्टर का आउटपुट पहले फ्लिप फ्लॉप के इनपुट के रूप में फीड किया जाता है तो आप देखते हैं कि इस LFSR में बाहरी इनपुट नहीं है इसलिए एक बार जब आप इसे प्रारंभिक वैल्यू के साथ लोड करते हैं और क्लॉक को लागू करते हैं तो यह एक स्वायत्त फैशन में चलेगा और चल रहा है यह लगातार कई पैटर्न उत्पन्न करेगा तो LFSR का एक वैकल्पिक ढांचा है जो आमतौर पर डेटा कॉम्पेक्शन के लिए अधिक उपयोग किया जाता है जहां फीडबैक सर्किट में XOR का उपयोग करने के बजाय हम इस तरह से करते हैं हम सीधे फीडबैक का उपयोग करते हैं लेकिन हम इस XOR गेट का उपयोग बीच में कहीं कर सकते हैं जब भी आप XOR गेट का उपयोग करते हैं तो आप इस लाइन से एक इनपुट भी लेते हैं तो यहाँ एक XOR गेट हो सकता है इसलिए एक इनपुट यहाँ से आएगा एक इनपुट यहाँ से इस तरह आएगा तो इसे टाइप 1 LFSR टाइप 2 LFSR कहा जाता है तो आइए हम LFSR का उपयोग करके एक जेनरेटिंग पैटर्न का उदाहरण लेते हैं तो हम इस प्रकार टाइप 1 LFSR लेते हैं जहां मेरे पास 4 फ्लिप फ्लॉप 4 बिट LFSR हैं फीडबैक कनेक्शन इस तरह है D 4 से और D 1 से XOR का आउटपुट D 1 को फीड किया जाता है अब LFSR का व्यवहार उन बिंदुओं पर काफी निर्भर करेगा जहां से आप फीडबैक कनेक्शन ले रहे हैं अब यह फीडबैक कनेक्शन इस LFSR की संरचना है जिसे करैक्टरस्टिक पॉलिनॉमियल नाम द्वारा परिभाषित किया जा सकता है LFSR को इस पॉलिनॉमियल द्वारा वर्गीकृत या प्रदर्शित किया जाता है इसका क्या अर्थ है x टू दी पावर 4 के लिए देखते हैं x एक पैरामीटर है x टू दी 4 पावर 4 इसे दर्शाता है x टू दी 4 x टू दी पावर 3 x टू दी पावर 2 x टू दी पावर 1 और x टू दी पावर 0 तो यहाँ हमारे पास x टू दी पॉवर 4 और x टू दी पावर पॉवर 1 का कनेक्शन है यही कारण है कि ये 2 टर्म्स हैं और 1 भी वहां होगा क्योंकि आप x टू दी पावर 0 से कनेक्ट कर रहे हैं यदि इसके बजाय इसमें से यहाँ एक कनेक्शन है तो x टू दी पावर 1 पावर न होकर यह x टू दी पावर 2 x वर्ग तक होना चाहिए अगर यहां कनेक्शन फॉर्म होता है तो यह x क्यूब होगा इसलिए आपके टैपिंग बिंदुओं के आधार पर जहां से आप एक्सक्लूसिव OR के इनपुट से जुड़ रहे हैं या आपकी करक्टेर्सिटीस पॉलिनॉमियल अलग अलग होगी इसे करक्टेर्सिटीस पॉलिनॉमियल कहते हैं अब हम उन पैटर्न को देखते हैं जो इस D 1 से उत्पन्न होते हैं यहाँ होना चाहिए D 4 D 3 D 2 D 1 मान लीजिए कि हम एलएफएसआर को 1 0 0 0 1 0 0 0 के साथ आरंभ कर रहे हैं इसलिए जैसे ही हम क्लॉक लगाते हैं एक शिफ्टिंग होगी और एक नया बिट प्राप्त होगा जो D4 और D1 का XOR होगा तो यह D1 है और यह D4 है तो आप इस D4 और D1 की शिफ्टिंग करते हैं 0 और केवल 1 और इसलिए अगली बार जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो यह 1 D1 में शिफ्ट हो जाएगा अगले 1 और 0 में आप फिर से शिफ्ट हो जाएंगे 1 शिफ्ट हो जाएगा तो 1 1 1 और 0 फिर से 1 1 को शिफ्ट कर दिया जाएगा 1 1 फिर से 1 0 फिर से 1 को शिफ्ट कर दिया जाएगा लेकिन अब 1 और 1 0 XOR 0 है इसलिए अब 0 को शिफ्ट किया जाएगा 1 और 0 फिर से 1 को इस तरह शिफ्ट किया जाएगा आप देखते हैं कि आप जाते हैं और क्लॉक्स को लागू करते हैं आप देखेंगे कि कुछ पैटर्न उत्पन्न हुए हैं और निश्चित संख्या के बाद यह 1 0 0 0 दोहरा रहा है तो 1 0 0 के बाद फिर से वही पैटर्न आएगा तो आइए हम पैटर्न की गणना करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 पैटर्न उत्पन्न हुए हैं दोहराने से पहले 15 पैटर्न उत्पन्न होते हैं तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहां कौन सा पैटर्न गायब है सभी 0 पैटर्न गायब है आप LFSR के लिए देखते हैं सभी 0 पैटर्न बहुत हैं आप डेंजरस इंप्लीकेशन कह सकते हैं जैसे ही आप इस LFSR को सभी 0 पैटर्न के साथ लोड करते हैं यह सभी 0 स्थिति में रहेगा क्योंकि 0 और 0 का XOR 0 होगा 0 शिफ्ट किया जाएगा तो राइट शिफ्ट और 0 अंदर आता है इसलिए यह सभी 0 पर रहेगा इसलिए जब भी हम LFSR को डेटा जनरेशन एप्लिकेशन के लिए चाहते हैं तो हमें इसे कभी भी 0 के साथ लोड नहीं करना चाहिए और यह LFSR का एक बहुत अच्छा प्रकार है जिसे हमने चुना है क्योंकि हम 0 को छोड़कर अन्य सभी 15 पैटर्न को बनाने में सक्षम हैं यदि आप इस संख्या के दशमलव बराबर 8 1 0 0 0 को 8 1 3 7 15 14 12 10 5 तो 11 6 और इसी तरह इन नंबरों पर देखें अब यादृच्छिकता के लिए कुछ मानक टेस्ट हैं इसलिए लोगों ने रंडोमनेस के संबंध में LFSR द्वारा उत्पन्न पैटर्न का मूल्यांकन किया है और यह पाया गया है कि रंडोमनेस की गुणवत्ता एक टेस्ट के अलावा जिसमें फेल हो गई थी उसके अलावा बहुत अच्छी है जो अन्य टेस्ट में काफी संतोषजनक हो जाती है इसलिए भले ही आप सीरियल बिट पैटर्न चाहते हैं आप किसी भी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट लेते हैं यह भी रेंडम 0 1 1 1 और 0 1 0 1 1 और 0 0 1 1 0 1 है यह भी रेंडम पैटर्न है आप या तो एक समानांतर पैटर्न को रेंडम के रूप में ले सकते हैं या क्रमिक रूप से आप फ्लिप फ्लॉप में से किसी एक का आउटपुट ले सकते हैं लेकिन केवल एक टेस्ट जैसा कि मैंने कहा कि जो रेंडम के संबंध में संतुष्ट नहीं है क्योंकि मूल संरचना एक शिफ्ट रजिस्टर है आप देखेंगे कि एक पैटर्न डायगोनली 0 0 0 0 ये 1 1 1 1 स्थानांतरित हो रहे हैं इसलिए ये सही शिफ्टेड हो रहे हैं तो इसे विभिन्न बिट्स के बीच क्रॉस कोरिलेशन कहा जाता है यह एक प्रॉपर्टी है जहां यह विफल रहता है अब LFSR की कुछ परिभाषा अब हमने इस उदाहरण में एक 4 बिट LFSR लिया है और हमने देखा कि हमने 15 पैटर्न बनाए हैं इसलिए सामान्य तौर पर एक n बिट या n स्टेज LFSR के लिए इसलिए हम अधिकतम 2 टू दी पावर n माइनस 1 पैटर्न को पा सकते हैं ऐसा सीक्वेंस जो LFSR द्वारा उत्पन्न होता है जहां सभी 0 पैटर्न के अलावा सभी पैटर्न उत्पन्न हो रहे हैं जिसे मैक्सिमम लेंथ सीक्वेंस या m सीक्वेंस कहा जाता है अब इस LFSR में करक्टेर्सिटीस पोलीनोमिअल की तरह टैपिंग बिंदु जो वे करक्टेर्सिटीस पोलीनोमिअल को परिभाषित करते हैं तो करक्टेर्सिटीस पोलीनोमिअल जो एक m सीक्वेंस उत्पन्न करता है उसे एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल कहते हैं अब इस उदाहरण के लिए यह प्रिमिटिव पोलीनोमिअल था जिसके कारण 15 पैटर्न उत्पन्न किए गए थे तो यह एक और परिभाषा है जिसका अर्थ है इररेडुसिबले पोलीनोमिअल एक पोलीनोमिअल है जिसे फैक्टर नहीं किया जा सकता है अब प्रिमिटिव पोलीनोमिअल एक प्रकार का इररेडुसिबले पोलीनोमिअल है तो इस तरह के प्रिमिटिव पोलीनोमिअल की पहचान करने के तरीके हैं इन प्रिमिटिव पोलीनोमिअल की व्यापक सूची विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध है इसलिए मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं ये संख्या फ्लिप फ्लॉप की संख्या को इंगित करती है इसका मतलब है LFSR में चरणों की संख्या और ये एक कोडिंग की तरह है जहां से आप टैप ले रहे हैं 3 1 0 का मतलब है कि आप निश्चित रूप से टैप ले रहे हैं अंतिम चरण 3 से होगा और 1 और 0 से होगा तो पोलीनोमिअल x क्यूब प्लस x प्लस 1 होगा 4 के लिए होगा x 4 x प्लस 1 इसी तरह 16 के लिए 32 यह 64 तो आप देखें तो यदि आप इस तरह एक प्रिमिटिव पोलीनोमिअल के साथ 32 बिट LFSR लेते हैं इसका मतलब है कि ये कई टैपिंग बिंदु होंगे फिर आपके पास एक सर्किट हो सकता है जो 2 टू दी पावर 32 माइनस 1 पैटर्न उत्पन्न कर सकता है इसका मतलब है 4 बिलियन पैटर्न हमारे पास एक बहुत सुविधाजनक सर्किट है जो 4 बिलियन रेंडम पैटर्न को जनरेट कर सकता है इसलिए यह एक बड़ा लाभ है तो इस m सीक्वेंस में कुछ दिलचस्प गुण भी हैं जैसे कि मैंने पहले कहा था दोहराने से पहले की अवधि 2 टू दी पावर n माइनस 1 है इसका मतलब है बिट a p प्लस ia i के बराबर होगा जब p बराबर होगा n माइनस 1 के यह p के बाद दोहराता है किसी भी गैर 0 स्टेट से शुरू होकर LFSR इसे दोहराने से पहले सभी अन्य 2 टू दी पावर n माइनस 1 स्टेट में चला जाएगा हम पहले ही देख चुके हैं 1s की संख्या में और0s की संख्या में 1 का अंतर होगा इसलिए यदि आप किसी भी बिट के लिए आउटपुट कॉलम को देखते हैं तो एक ट्रुथ टेबल देखें जहां आपके पास सभी 2 टू दी पावर n हैं 0s की संख्या और 1s बराबर हैं अब यहां हमारे पास सभी 0 पैटर्न नहीं हैं इसलिए अब शून्य 1 कम होगा तो 1s की संख्या 0s की संख्या से 1 अधिक होगी और यहां कुछ अन्य गुण भी हैं जो वर्तमान संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं जैसे यदि आप बिट्स के सीक्वेंस के पार n आकार की एक विंडो स्लाइड करते हैं तो प्रत्येक बाइनरी पैटर्न एक बार की पीरियड में एक बार देखा जाएगा जैसे मेरा मतलब है कि यदि आप चौड़ाई 4 की विंडो स्लाइड करते हैं तो आप इसे इस तरह से देखते हैं 0 1 1 1 फिर 1 1 1 1 फिर 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 तो ये बिल्कुल एक बार और विशिष्ट रूप से दिखाई देंगे अब निश्चित रूप से कुछ अन्य प्रॉपर्टी है जहां यह चलता है इसलिए यहां हम इसे नहीं चाहते हैं अब m सीक्वेंस के रैंडमनेस प्रॉपर्टी कुछ है जो आप यहाँ के बारे में रुचि रखते हैं क्योंकि m सीक्वेंस में बहुत अच्छा सूडो रैंडमनेस प्रॉपर्टी हैं ऑटो कोरिलेशन क्रॉस कोरिलेशन 0 है लेकिन 2 आउटपुट बिट्स 2 लगातार आउटपुट के बीच क्रॉस कोरिलेशन बिट्स खराब है जैसा कि हमने शिफ्ट रजिस्टर कनेक्शन के कारण कहा है इसलिए BIST जैसे एक विशिष्ट टेस्ट वातावरण में हम आवश्यक कई पैटर्न उत्पन्न कर सकते हैं अगर मैं कहता हूं कि मुझे 1 बिलियन पैटर्न की जरूरत है तो मैं कर सकता हूं तो मेरा मतलब है कि 1 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक के साथ मुझे टेस्ट को लागू करने के लिए केवल 1 सेकंड की आवश्यकता है और अच्छी बात यह है कि हम अधिकतम क्लॉक की गति का टेस्ट करने में सक्षम हैं इसे गति टेस्ट कहा जाता है जहां कुछ फॉल्ट्स भी उत्पन्न होते हैं सर्किट में देरी क्रिटिकल टाइम वे भी पता लगाया जाएगा स्कैन डिजाइनों में हम अक्सर इस तरह के फॉल्ट्स का पता नहीं लगाते हैं इसलिए इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं अपने अगले व्याख्यान में हम BIST के दूसरे भाग को देख रहे होंगे इसलिए हमने टेस्ट जनरेशन के हिस्से को देखा है लेकिन अब हम रिस्पांसएस प्राप्त करने के बाद कि मैं कैसे कॉम्पैक्ट और उस हिस्से की तुलना अगले व्याख्यान में देख रहा हूं